तो चलिए अब हम यह प्रश्न यह प्रश्न क्रमांक 2 है जिसकी आवश्यकता है कार्यशील पूंजी का मूल्यांकन करना जिसका आधार होगा वर्तमान परिसंपत्तियों वर्तमान देनदारियों और फिर इन 2 के अंतर को जानना जिसको शुद्ध कार्यशील पूंजी कहा जाएगा जिसकी आवश्यकता फर्म को होगी और जो दीर्घकालिक स्रोतों से आ रहा है और इसकी हमें गणना करनी होगी नकद लागत के आधार पर इसलिए जब आप नकद लागत के आधार पर गणना करते हैं तो हम स्पष्ट करते हैं कि नकद लागत वह लागत है गैर नकद लागत के बिना है उत्पादन की कुल लागत में नकदी के साथ साथ गैर नकद लागत भी शामिल है इसलिए मूल्यह्रास परिशोधन इनमें से कुछ प्रमुख हैं यह वह कुछ चीज है जो जो कि गैर नगद लागत है और लागत में शामिल है इसलिए हम यहां उन लागतों के बारे में बात नहीं करेंगे हम नकद लागत ही लेंगे तो वर्तमान परिसंपत्तियों और वर्तमान देनदारियों के स्तर की गणना करने से पहले आइए पहले हम नकद लागत पर काम करें इसलिए हम पहले नकद लागत की गणना करेंगे और फिर हम अन्य काम करेंगे इसलिए नगद लागत क्या होगी क्या जैसे विनिर्माण लागत विनिर्माण की गणना करें नकद लागत के आधार पर इसलिए हम गणना करने जा रहे हैं विनिर्माण लागत की नगद लागत के आधार पर तो अगर आप नकद लागत के आधार पर गणना कर रहे हैं विनिर्माण लागत की गणना करने जा रहे हैं नगद लागत के आधार पर तू सामग्री उपभोग या खपत क्या है पहला घटक है सामग्री की खपत सामग्री कितनी खपत की जाती है सामग्री खबर 675000 रुपये है सामग्री का उपयोग किया गया है और फिर हम मजदूरी के बारे में बात करते हैं घटक संख्या 2 मजदूरी है मजदूरी की कुल राशि का भुगतान क्या है मजदूरी की यह कुल राशि 540000 है सही है और फिर हमारे पास नकद विनिर्माण खर्च है तीसरा घटक नकदी विनिर्माण व्यय नकद विनिर्माण व्यय है तो नकद विनिर्माण व्यय क्या है अगर हम देखते हैं कि हमने सामग्री 675000 देखी है वेतन 540000 और विनिर्माण व्यय हैं जो वर्ष के अंत में बकाया हैं 60000 रु लेकिन यह ब्रैकेट में लिखा गया है कि इन खर्चों का भुगतान बकाया राशि में 1 महीने किया जाता है इसका मतलब है कि यह खर्च विनिर्माण व्यय यह आंकड़ा 60000 न केवल पूरे वर्ष के लिए है बल्कि केवल 1 महीने के लिए है यह एक हिस्सा है जो बकाया है जो केवल 1 महीने की अवधि के लिए है पूरे वर्ष के लिए यह आंकड़ा कुछ अलग होगा और यह आंकड़ा कितना होगा अगर हम यह आंकड़ा लेते हैं तो यह आंकड़ा रु 720000 होगा यह आंकड़ा 720000 है तो कुल मिलाकर हमें गणना करना होगा कि नकद लागत कितनी है अभी नकद लागत 720000 है तो यहाँ कुल नकद लागत मैं कहूंगा नगद विनिर्माण लागत क्या है नकद विनिर्माण लागत कितनी है 675000 540000 और 720000 रु तो यह कुल कितनी है कुल 1935000 के रूप में आएगी यह नगद विनिर्माण लागत या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है लेकिन यह अंतिम लागत नहीं है हमें अब बिक्री की लागत की गणना करनी होगी तो इसमें आपको कुछ जोड़ना होगा नंबर 4 प्रशासनिक लागत जोड़ें तो यहाँ प्रशासनिक लागत क्या है प्रशासनिक लागत हमें दी जाती है हमें दी गई प्रशासनिक लागत की जाँच करें यहां प्रशासनिक लागत कुल प्रशासनिक लागत है जो ऊपर दी गई है तो कुल प्रशासनिक लागत का भुगतान 1 महीने की अवधि में किया जाता है लेकिन कुल लागत हमें 180000 दी जाती है और फिर व्यय का दूसरा प्रमुख शीर्ष जो अप्रत्यक्ष व्यय है जिसे बिक्री संवर्धन व्यय के रूप में अग्रिम में त्रैमासिक भुगतान किया जाता है तो यह 90000 रु यह कुल बिक्री संवर्धन व्यय है इसलिए इस मामले में हमें प्रशासनिक लागत लेनी होगी प्रशासनिक लागत यहाँ कितनी है कुल प्रशासनिक लागत 180000 है यह 180000 है और फिर बिक्री संवर्धन व्यय जोड़ें बिक्री प्रोत्साहन खर्च कितना था हमने देखा है कि यह पूरे वर्ष के लिए कुल 90000 है तो यह लागत इतनी आएगी अभी यह बिक्री की अंतिम लागत है आप कह सकते हैं कि बिक्री की नकद लागत बिक्री की नकद लागत यहां कुल लागत 2205000 है तो यह 22 लाख और 5000 या इसको 2 मिलियन और 205000 कह सकते हैं तो यह कुल नकद लागत है जिसकी हमने गणना की है इसलिए यहां हमने कोई कीमत नहीं ली है जिसे आप मूल्यह्रास कहें या कुछ भी ऐसा जिससे के गैर नकद लागत कहें यहां कच्चा माल भी एक नकद लागत घटक है फिर मजदूरी भी नकद लागत घटक है नकद विनिर्माण व्यय हमने नकद के रूप में लिया है इसलिए हमने नकदी की गणना की है विनिर्माण लागत पहले जो 1935000 के रूप में आया है फिर यह प्रशासनिक खर्च जोड़ दिया है फिर हमने बिक्री संवर्धन खर्च जोड़ दिए हैं तो यह बिक्री की नकद लागत बन जाती है तो यह विनिर्माण लागत है और यह बिक्री की अंतिम लागत है जो अंतिम लागत है जोकि नकदी के आधार पर है हमारे द्वारा यहां जयनगर आधार पर कुछ भी गणना नहीं की गई है अब हम यहां गणना करेंगे जैसे कि हम अब कार्यशील पूंजी की आवश्यकता का विवरण तैयार करेंगे स्टेटमेंट स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं का विवरण हम अब इस स्टेटमेंट को तैयार करने जा रहे हैं इसलिए हम वर्तमान परिसंपत्तियों में अब यहां पहला निवेश लेंगे वर्तमान संपत्ति में निवेश यह वर्तमान संपत्ति में निवेश है इसलिए हमें अब अलग अलग वर्तमान परिसंपत्तियां लेनी होंगी और यदि आप अलग अलग वर्तमान परिसंपत्तियां लेते हैं तो पहली वर्तमान संपत्ति बच्चा माल या कहे कच्चे माल के स्टॉक में निवेश है कच्चे माल के स्टॉक में निवेश यदि आप कच्चे माल के स्टॉक में निवेश करते हैं तो आपका कहना है कि कच्चे माल का स्टॉक कितना है आइए हम कच्चे माल की लागत की जांच करें कच्चे माल की लागत कितनी है कच्चे माल की खपत आपूर्तिकर्ता 2 महीने के लिए है 675000 और समयावधि कितनी है कच्चे माल की अवस्था में कच्चा माल कितने समय के लिए रहता है कच्चे माल और तैयार माल का स्टॉक पहली पंक्ति है पहली पंक्ति पढ़ें कच्चे माल और तैयार माल का स्टॉक 1 महीने की आवश्यकता पर रखा जाता है तो इसका मतलब है कि कच्चे माल 1 महीने की आवश्यकता के बराबर कच्चे माल के रूप में रहता है तो इसका मतलब है कि यह कितना होने वाला है 675000 कच्चे माल की लागत है जो हम कह सकते हैं कि खपत सामग्री की आवश्यकता है आपूर्तिकर्ता की क्रेडिट 2 महीने के लिए है इसलिए सामग्री शपथ 675000 है और केवल 1 महीने के लिए स्टॉक के रूप में रखा जाता है इसलिए हमें 1 महीने के लिए स्टॉक के रूप में इसकी गणना करनी होगी तो इसका मतलब है कि 675000 पूरे साल के लिए है तो इसका मतलब है कि हमें इसे 12 से विभाजित करना होगा इसलिए हम 1 महीने के लिए गणना करेंगे तो इसका मतलब यह है कि यह कितने रुपए हुए कच्चे माल के निवेश के लिए 56250 रुपये की आवश्यकता होगी यह एक हिस्सा है फिर दूसरी आवश्यकता तैयार माल है प्रक्रिया में कोई काम नहीं है यहां लिखा है कि प्रगति में कोई काम नहीं है यह स्पष्ट रूप से दिया गया है कोई कार्य प्रगति पर नहीं होगा इसका मतलब है कि हम कच्चे माल को कच्चे माल के रूप में रखते हैं और कच्चे माल को फिर तैयार माल में बदल दिया जाता है तो इसका मतलब है तैयार माल स्टॉक है इतना तैयार माल स्टॉक कितना होने जा रहा है नकद लागत क्या है यहां हम नकद लागत लेंगे जिसकी हमने गणना की है नकद विनिर्माण लागत हमने गणना की है कि नकद विनिर्माण लागत कितनी है कितनी थी लागत 1935000 थी यह नकद विनिर्माण लागत है तैयार माल के लिए यह आवश्यक है और तैयार माल का स्टॉक हम इसे कितने समय के लिए रख रहे हैं तैयार माल 1 महीने की आवश्यकताओं के लिए रखा जाता है इसका मतलब है कि हम इसे 1 महीने की आवश्यकता के लिए रख रहे हैं तो कुल वार्षिक लागत 1935000 है इसलिए हम इसे फिर से 12 से विभाजित करेंगे तो इसका मतलब है कि यहाँ मासिक आवश्यकता मासिक निवेश की आवश्यकता होगी यहाँ 1935000 की आवश्यकता होगी और यह 161250 आएगा 161250 आवश्यकता है तैयार माल के लिए निवेश की आवश्यकता फिर हम तीसरे घटक के लिए जाते हैं जो देनदार विविध ऋणी हैं विविध ऋणी हम ऋणी को ऋणी ऋणी के रूप में रख रहे हैं और विविध ऋणी वही होंगे जो इस समय के हैं हम इस बात पर ध्यान देंगे कि कुल ऋणी ऋणी यहाँ सभी लागतों सहित होंगे लेकिन लाभ नहीं इसलिए लागत प्रशासनिक लागत है और फिर हम यहां बिक्री और प्रचार लागत के रूप में भी लेंगे वह भी नकद लागत के आधार पर तो अगर आप इस लागत को ले यह कितना है यह 2 मिलियन 205000 है 22 लाख और 5000 2205000 हमने इस लागत की गणना पहले ही कर ली है और यह कितने समय के लिए है 2 महीने के लिए 2 से 12 यदि आप इस लागत की गणना करते हैं तो 2 से 12 के रूप में काम करता है यह कितना है यह 367500 है यह देनदारों में निवेश है और फिर हमें दिया गया अगला घटक हमने जो लिया है वह है सामग्री हमने अभी लिया है विनिर्माण खर्च इसका मतलब है तैयार माल का चरण क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस मैं कोई काम नहीं है इसलिए कच्चे माल का चरण तैयार माल का चरण विविध ऋणी चरण क्योंकि यह यहां लिखा है कि कुल समय अवधि 2 महीने के क्रेडिट पर बिक्री दी जाती है यह कुल बिक्री है हमने इसे बहुत अधिक बनाया है इसलिए उपभोग की गई सामग्री हमारे पास पहले से मौजूद और तैयार माल भी पहले से ही मौजूद है तो अब एक चीज जो यहां जरूरी थी वह है मौजूदा देनदारियों के 50 की सीमा तक आयोजित की जाने वाली नकदी इसलिए हम वर्तमान देनदारियों की मात्रा की गणना करने के बाद नकदी की मात्रा की गणना करने में सक्षम होंगे और शुद्ध कार्यशील पूंजी की गणना के बाद हम उसमें 15 जोड़ देंगे तो इस मामले में अब हमें कुछ इस तरह की गणना करनी होगी जैसे कि 1 आइटम अधिक है यहां एक और वर्तमान परिसंपत्ति है जो है बिक्री संवर्धन खर्च जो कि त्रैमासिक भुगतान किया जाता है और यह एक अग्रिम भुगतान है बिक्री संवर्धन खर्च त्रैमासिक और अग्रिम भुगतान किया जाता है तो इसका मतलब है कि कैश के बारे में बात करने से पहले हमें यहां जाना होगा हम यहां पर बिक्री के प्रचार सेल्स प्रमोशन के खर्चों का भुगतान अग्रिम में करेंगे इसका मतलब है कि यह एक प्रीपेड खर्च है और प्रीपेड खर्च भी वर्तमान संपत्ति है इसलिए एक बार आपको प्री पेमेंट करना होगा तो इसका मतलब है कि आपको यह निवेश भी करना होगा कुल यह 90000 दिया गया है प्रश्न में इसलिए हम इसे 1 तिमाही के लिए ले रहे हैं और यह 22500 के रूप में आता है और अब हम पांचवीं आवश्यकता के लिए जाएंगे जो है नकदी और बैंक बैलेंस नकद और बैंक बैलेंस इसकी गणना हम वर्तमान देनदारियों के स्तर की गणना के बाद करते हैं अब हम अगले चरण पर जाते हैं और वह है वर्तमान देनदारियों का स्तर वर्तमान देनदारियां वर्तमान देनदारियों से कितनी धनराशि उपलब्ध होने वाली हैं इसलिए वर्तमान देनदारियां पहले हैं हम देखेंगे नंबर एक है वर्तमान लेनदारों विविध लेनदार विविध लेनदार आप यहां देख सकते हैं कि आपूर्तिकर्ता द्वारा भेजी गई सामग्री 2 महीने के लिए है तो यह 2 महीने की अवधि के लिए है तो कुल सामग्री हम कितना उपयोग कर रहे हैं हम कुल 675000 रु की कुल सामग्री का उपयोग कर रहे हैं और 2 महीने की अवधि के लिए हमें क्रेडिट मिल रहा है तो इसका मतलब यह है कि यह सारा फंड इस फंड से आएगा 112000 से कितना फंड आएगा यह विविध लेनदारों से112500 फंड आएगा और अगला आइटम बकाया मजदूरी है मजदूरी हम कुछ समय के अंतराल के बाद भी भुगतान कर रहे हैं इसलिए बकाया मजदूरी कितनी होगी बकाया मजदूरी कुछ इस तरह होगी कि बकाया मजदूरी कितनी है अगले महीने की शुरुआत में कुल मजदूरी का भुगतान किया गया इसका अर्थ है कि कम से कम 1 महीने की अवधि के लिए हमें मजदूरी का क्रेडिट मिल रहा है आम तौर पर हमें 1 महीने की अवधि के लिए मजदूरी का क्रेडिट मिलता है तो इसका मतलब यह है कि मजदूरी की कुल राशि कितनी है 540000 और हमें 1 महीने के लिए क्रेडिट मिल रहा है तो इसका मतलब है कि यह 1महीने के लिए है और हमें मजदूरी के लिए भुगतान करने की चिंता नहीं करनी चाहिए तो यह राशि 45000 के रूप में काम करती है तो यह राशि है 45000 यह बहुत अधिक क्रेडिट हमारे पास उपलब्ध है और फिर हम विनिर्माण लागत के बारे में बात करेंगे यहाँ अगली बात यह है कि यदि आप इस समस्या को देखते हैं तो निर्माण व्यय वर्ष के अंत में बकाया है और यह 60000 है और इनका भुगतान 1 महीने के बाद में किया जाता है तो इसका मतलब है कैश मैन्युफैक्चरिंग खर्च यह है विनिर्माण खर्च इसलिए नकद विनिर्माण व्यय जो हम कर सकते हैं बकाया में भुगतान हो रहा है कैश मैन्युफैक्चरिंग खर्च ये खर्च हम 1 महीने के एरियर में चुका सकते हैं तो इसका मतलब है कि उनका बकाया 60000 है जो हमने देखा है कि कुल राशि कितनी थी कुल राशि 720000 थी इसलिए हम यहां 60000 के रूप में ले रहे हैं जो बकाया है 1 महीने की अवधि और फिर और क्या है हमें अब कुछ भी देखना है हम कुल प्रशासनिक व्यय का भुगतान कर सकते हैं जैसा कि ऊपर दिया गया है बकाया राशि 1 महीने में इसलिए प्रशासनिक व्यय भी हम बकाया में भुगतान करते हैं इसका मतलब है कि कुल खर्च कितना 180000 है तो बकाया में 180000 1 महीने का भुगतान किया जाता है तो इसका मतलब है कि प्रशासनिक व्यय आप बकाया कह सकते हैं प्रशासनिक व्यय बकाया में भुगतान किया जाएगा कुल कितना है 180000 और 12 से विभाजित इसलिए हम यहां 15000 पर पहुंच रहे हैं इतने का क्रेडिट 1 महीने की अवधि के लिए प्रशासनिक खर्चा द्वारा मिल रहा है जिसका की भुगतान हम देरी में कर सकते हैं अब हम यहां चार आइटम जो ले रहे हैं वह हैं वर्तमान देनदारियों 112000 हैं 112500 विविध लेनदारों है 45000 की राशि के लिए मजदूरी क्रेडिट उपलब्ध है नकद विनिर्माण लागत 60000 के रूप में उपलब्ध है और फिर हमारे पास प्रशासनिक व्यय हैं जो हम 1 महीने के बकाया पर भी भुगतान कर सकते हैं तो वह 15000 है यदि आप इसकी गणना करते हैं तो यह कितना आएगा कुल वर्तमान देनदारियाँ आप यहाँ कुल कुल वर्तमान देनदारियों के रूप में कहेंगे कुल करंट देनदारियां कितनी हैं यहाँ हमें यह देखना है यह 0 होगा फिर यह 0 है फिर यह कितना है यह 5 है और फिर हमें यह 232500 लेना होगा वर्तमान देनदारियां की कुल राशि 232500 है अब हमें वर्तमान देनदारियों का आंकड़ा 232500 मिल गया है तो इसका मतलब है अब हम इस कॉलम को भर सकते हैं जो आवश्यक नकदी और बैंक बैलेंस है कैश और बैंक बैलेंस इसमें से आधा होगा वर्तमान देनदारियों का 50 तो इसका मतलब है 116250 है 116250 तो वर्तमान संपत्ति की कुल राशि कितनी होने जा रही है अगर आप अब मौजूदा परिसंपत्तियों की कुल राशि ले हम यहाँ लिखेंगे कुल मौजूदा परिसंपत्तियों कुल वर्तमान संपत्ति कितनी होगी यदि आप इन आंकड़ों को 56250 161250 मान लेते हैं तो यह राशि होगी फिर 367250 22500 116250 यह राशि कितनी है 723750 रु यह कुल वर्तमान संपत्ति है यह कुल वर्तमान संपत्ति का संतुलन है ये कुल वर्तमान देनदारियां हैं अब हम वर्तमान देनदारियों पर वर्तमान परिसंपत्तियों की अधिकता को देखते हैं अधिक वर्तमान देनदारियों के लिए वर्तमान संपत्ति की यह अतिरिक्त होने जा रहा है इसका मतलब है कि हमारे द्वारा इतने निवेश के स्तर की आवश्यकता है 723750 रुपये की मौजूदा संपत्ति हमें 1 वर्ष की अवधि में निर्माण करनी होगी और यह धनराशि वर्तमान देनदारियों से कुछ समय के लिए उपलब्ध होगी इसलिए इसका मतलब यह है कि यह कितना है यह 232500 वर्तमान देनदारियों से उपलब्ध होगा तो क्या वर्तमान देनदारियों के लिए वर्तमान संपत्ति की अधिकता है या वर्तमान देनदारियों से अधिक वर्तमान संपत्ति है 491250 राशि के रूप में काम करेगी यह कुल अतिरिक्त है और यह इसमें अतिरिक्त और इसमें अतिरिक्त तो यह कुल अतिरिक्त है और इस अतिरिक्त के खिलाफ यह यहाँ कुछ इस तरह से लिखा है यदि आप देखते हैं शुद्ध कार्यशील पूंजी का 15 सुरक्षा मार्जिन पर बनाए रखा जाएगा तो इसका मतलब एक सुरक्षा मार्जिन है यह वास्तव में एक शुद्ध कार्यशील पूंजी है जो वर्तमान देनदारियों के लिए वर्तमान परिसंपत्ति की अधिकता शुद्ध कार्यशील पूंजी है तो इसका मतलब है कि हमें 15 का मार्जिन बनाए रखना होगा तो इसका मतलब यहाँ 15 की दर से सुरक्षा मार्जिन को जोड़ना होगा यह कितना होगा यदि आप इसमें से 15 लेते हैं यह 73687 जैसा कुछ होगा तो फिर आप इसे लें और फिर हम अगली शीट पर जाएंगे ताकि यहां कुल कार्यशील पूंजी की आवश्यकता है नकदी लागत के आधार पर कुल शुद्ध कार्यशील पूंजी की आवश्यकता नकद लागत के आधार पर हमने काम किया है वह 564937 है यह कुल आवश्यकता है 564937 कुल आवश्यकता है जो कुल शुद्ध कार्यशील पूंजी की आवश्यकता है जो हमने नकदी लागत के आधार पर काम किया है वह है इतने में यदि आप पूरी प्रक्रिया को देखते हैं तो निवेश से पहले हमें नकद लागत की गणना करनी होगी नकद लागत जो हमने विनिर्माण लागत गणना की थी वह है 1935000 फिर हमने कुल नकद लागत नकद आधार पर बिक्री की लागत की गणना की जो 2205000 थी या 2205000 इन 2 लागतों पर हमने काम किया और फिर हमने मौजूदा परिसंपत्तियों के स्तर का आकलन किया आवश्यकता और वर्तमान संपत्ति के स्तर का आकलन करते समय हमारे पास कितनी वर्तमान संपत्ति है 1 वर्ष की अवधि में समय की अवधि के निर्माण के लिए तो हमने देखा कि इसमें कुछ इतना आवश्यक है कच्चे माल के स्तर पर और इतना तैयार माल के स्तर पर आवश्यक है यह बहुत जरूरी है कि इसे ऋणी स्तर पर निवेश किया जाए यह समर्थन करने के लिए बहुत आवश्यक है बिक्री संवर्धन व्यय जो अग्रिम में भुगतान किया जाना है ये प्रीपेड खर्च हैं फिर हमारे पास नकदी और बैंक शेष हैं हर समय हमें कैश और बैंक बैलेंस रखना पड़ता है क्योंकि नकदी या बैंक बैलेंस के रूप में न्यूनतम संपत्ति को बनाए रखना पड़ता है जो कि वर्तमान देनदारियों का 50 था आंकड़ा यहाँ और फिर हमने देखा कि मौजूदा परिसंपत्ति में कुल निवेश की इस फंडिंग के लिए 723750 है यह वर्तमान संपत्ति का कुल आकार है जो हमारे पास पूरे वर्ष के लिए है 112500 विविध लेनदारों से आएगा इसका मतलब है कि आपूर्तिकर्ता हमें इतने का क्रेडिट देने जा रहे हैं मजदूरी हम 1 महीने के अंतराल पर भुगतान करने जा रहे हैं तो इसका मतलब है 45000 हमें चाहिए कोई चिंता नहीं यह हमारे लिए हर समय उपलब्ध होगा नकद विनिर्माण लागत 60000 होने जा रही है तो इसका मतलब है कि यह विनिर्माण खर्च था 60000 हम 1 महीने के बकाया में भुगतान कर रहे हैं इसी तरह प्रशासनिक खर्च हैं यह भी कहते हैं 1 महीने के बकाया पर भुगतान किया जा रहा है और यह राशि 15000 था तो कुल में कुल सहज वित्त से हमें उपलब्ध धन 232500 रु था यह इतना कुछ उपलब्ध था तो इसका मतलब है कि जब हमने वर्तमान की अधिकता की गणना की तो यह शुद्ध कार्यशील पूंजी नहीं है इसलिए हम इसे वर्तमान देनदारियों और वर्तमान लेनदारों की अधिकताइससे नेट कार्यशील पूंजी के रूप में बुला रहे हैं लेकिन इस स्तर पर हमें कुछ और जोड़ना होगा इसलिए मैं इसे शुद्ध कार्यशील पूंजी के रूप में नहीं बुला रहा हूं मैं इसे वर्तमान देयता के लिए वर्तमान संपत्ति की अधिकता के रूप में कह रहा हूं ये है 491250 वर्तमान देनदारियों से अधिक वर्तमान परिसंपत्तियों की अधिकता है और इसमें हमें जोड़ना होगा 15 की दर से सुरक्षा मार्जिन इसलिए यह 73687 के रूप में काम करता है इसलिए जब आप इस सुरक्षा मार्जिन को वर्तमान देनदारियों से अधिक वर्तमान परिसंपत्ति में जोड़ रहे हैं इसलिए निवेश की आवश्यकता आगे बढ़ रही है और फिर कुल निवेश आवश्यकता शुद्ध पूंजीगत आवश्यकता नकद लागत के आधार पर काम कर रहा है वाह 564937 हो जाती है तो क्या अंतर है इस समस्या या प्रश्न और पिछली समस्या पिछली समस्या में आपने देखा है कि हमने केवल इस भाग की यानी की वर्तमान संपत्ति की ही गणना की थी हमें वर्तमान देनदारियों से कोई फंड नहीं मिला है तो इसका मतलब है कि इसमें कुल निवेश स्तर को दीर्घकालिक स्रोतों से आना पड़ता है यदि कोई सहज या अल्पकालिक वित्त नहीं है तब उपलब्ध कुल निवेश को दीर्घकालिक स्रोतों से आना होता है लेकिन इस समस्या में हम हमने देखा है कि हमें कुल वर्तमान संपत्ति की आवश्यकता है और वर्तमान देनदारियों से इतनी धनराशि आ रही है तो इसका मतलब है कि कुछ हिस्सा वित्त के सहज स्रोतों से आ रहा है फिर हम वह देखेंगे अब हमें वर्तमान परिसंपत्तियों की उतनी आवश्यकता है जो वर्तमान देनदारियाँ से अधिक है इसलिए हम इसे पहले अल्पकालिक स्रोतों से फंड करेंगे मतलब बैंक से उधार ले लेंगे या वित्तीय संस्थान या फैक्टरिंग या शायद अन्य स्रोत और फिर भी यदि आवश्यकता हो तो उस आवश्यकता को दीर्घकालिक स्रोतों से पूरा किया जाएगा इसलिए हमने कुल कार्यशील पूंजी की आवश्यकता की गणना जो की है वह 564937 रुपये है यह कुल कार्यशील पूंजी की कुल कार्यशील पूंजी की आवश्यकता का आकलन है जो इस कंपनी के लिए आवश्यकता है अब इस समस्या या प्रश्न के बाद हम अगली समस्या की ओर बढ़ेंगे इन 5 समस्याओं में से मैं अब अंतिम समस्या समस्या संख्या 5 की ओर बढ़ रहा हूं और समस्या नंबर 5 में हमें कुछ अतिरिक्त जानकारी भी दी गई है उस समस्या में आपको जो करना है वह आपको वह यह है कि नंबर एक आपको वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट तैयार करना है जैसे कि हमने समस्या संख्या 2 में किया है इसलिए आपको करना होगा वर्तमान संपत्ति की आवश्यकता और वर्तमान देनदारियों का आकलन वर्तमान से उपलब्ध धन देनदारियों और फिर आपको यह देखना होगा कि कितनी शुद्ध कार्यशील पूंजी की आवश्यकता है इसके अलावा कि आपको शुद्ध लाभ की गणना भी करनी होगी और बैलेंस शीट भी तैयार करनी होगी तो यह एक व्यापक समस्या है दिलचस्प लेकिन व्यापक समस्या जहाँ आपको 3 बातें करनी है पहली बात यह है कि आपको कार्यशील पूंजी की आवश्यकता का आकलन करना होगा वर्तमान परिसंपत्तियों और वर्तमान देनदारियों की आवश्यकता का आकलन करना और फिर आपको जानना होगा उपलब्ध जानकारी के आधार पर लाभ और हानि खाता तैयार करना होगा और फिर आपको बैलेंस शीट तैयार करनी होगी तो समस्या नंबर 5 में 3 चीजें करना आवश्यक है और शेष 2 समस्याएं हैं समस्या नंबर 3 और 4 क्योंकि मैं पहला दूसरा और पांचवां कर रहा हूं समस्या संख्या 3 और 4 आप अपने स्तर पर स्वयं प्रयास कर सकते हैं और यदि आपको कोई समस्या या कोई संदेह है तो आप पाठ्यक्रम चलने के दौरान प्रश्न उठा सकते हैं और फिर हम इन समस्याओं पर चर्चा कर सकते हैं आप इसे करें या कभी कभी आप इन समस्याओं को मेल के माध्यम से हल करने के बाद मुझे भेज सकते हैं और फिर मैं इसे देखूंगा कि अगर कोई समस्या है या कोई समस्या है तो हम चर्चा करेंगे संयुक्त रूप से मेल पर या शायद आपके प्रश्नों को संबोधित करते समय लेकिन मैं चाहूंगा कि आप प्रयास करें इन 2 समस्याओं को स्वयं करें और इन कंपनियों की आवश्यकताएं जो समस्या संख्या 3 और 4 में दी गई हैं उनकी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता का आकलन करें अब हम बात करते हैं समस्या संख्या 5 के बारे में यह हमारे लिए इस विशेष विषय की अंतिम समस्या है कि विभिन्न कंपनियों की कार्यशील पूंजी आवश्यकताएं का आकलन कैसे किया जाए तो यह अंतिम समस्या और शेष समस्याएं आप किताबों में पा सकते हैं किताबों की अनेक संख्याएं हैं मैं आपको अगली कक्षा उन पुस्तकों के बारे में बताऊंगा जिन्हें आप संदर्भित कर सकते हैं लेकिन इस विषय के लिए आपको जो मूल पुस्तक है पढ़नी है वह है ऋषिकेश भट्टाचार्य द्वारा कार्यशील पूंजी प्रबंधन है यह PHI प्रकाशन की पुस्तक है और यह ऋषिकेश भट्टाचार्य द्वारा कार्यशील पूंजी प्रबंधन है यह बहुत ही जटिल पुस्तक है लेकिन यदि आप उस पुस्तक को पढ़ते हैं तो आप कार्यशील पूंजी प्रबंधन के बहुत सारे पहलू के बारे में अधिक स्पष्ट होंगे ऋषिकेश भट्टाचार्य की पुस्तक के अलावा कई और किताबें है पर सभी वित्तीय प्रबंधन पर किताबें हैं किसी भी वित्तीय प्रबंधन विषय पुस्तक हो चाहे वह प्रसन्ना चंद्रा द्वारा लिखा गया है आई एम पांडे या जे सी वैन होर्न उनका एक कार्यशील पूंजी प्रबंधन के लिए समर्पित होता ही है आप वित्तीय प्रबंधन पुस्तकों को पढ़ सकते हैं या उल्लेख कर सकते हैं परंतु केवल एक संदर्भ के रूप में ही बेसिक टेक्स्ट बुक मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपको ऋषिकेश भट्टाचार्य का अनुसरण करना चाहिए ऋषिकेश भट्टाचार्य द्वारा कार्यशील पूंजी प्रबंधन जो कि पी एच आई अप्रेंटिस हॉल भारत द्वारा प्रकाशित है लेकिन ये समस्याएँ उस पुस्तक में उपलब्ध नहीं होंगी इन समस्याओं को अलग किताबों से लिया जाता है और आप अलग अलग किताबों में इन समस्याओं को पा सकते हैं जैसे किसी भी वित्तीय प्रबंधन किताब में तो चलिए पहले इस समस्या को समझने की कोशिश करते हैं समस्या संख्या 5 और फिर उसे हल करने का प्रयास करेंगे यहां देखें कि यह लिखा है कि 1 जनवरी 2018 को सही है ड्वेल मैक्स लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की कार्यशील पूंजी की मात्रा को जानना चाहते हैं वर्ष भर योजनाबद्ध की गई गतिविधियों के लिए आवश्यक है निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध हैं निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध हैं जारी किया गया पूंजी और प्रदत्त पूंजी तो इसका मतलब बस मैंने आपको बताया था कि आपको बैलेंस शीट तैयार करनी होगी भी कार्यशील पूंजी आवश्यकता विवरण के मूल्यांकन में आपको कहीं भी जारी किए गए और भुगतान की गई पूंजी की जानकारी की आवश्यकता नहीं है लेकिन आपको बैलेंस शीट की आवश्यकता है तब आपको डिबेंचर मिल गया है 5 डिबेंचर पर एसेट्स सुरक्षित है जिसकी राशि 50000 है और फिर आप इसे कहते हैं चाहे वह रुपये या डॉलर में हो फिर आपके पास 31 दिसंबर 2017 को 125000 पर अचल संपत्तियां हैं तब वर्ष 2017 के दौरान हमारा उत्पादन 60000 इकाइयों पर था यह योजना बनाई गई है कि गतिविधि के समान स्तर बनाए रखा जाना चाहिए 2018 के दौरान गतिविधि का समान स्तर बनाए रखा जाना चाहिए विभिन्न अनुपात लागत और बिक्री कीमतों हमें इस प्रकार हैं कच्चा माल 60 श्रम 10 ओवरहेड्स 20 हैं इन से पहले कच्चे माल को उत्पादन के लिए जारी करने से पहले 2 महीने की अवधि के लिए कच्चे माल के स्टोर में रहने की उम्मीद है उत्पादन की प्रत्येक इकाई 1 महीने के लिए प्रक्रिया में रहने की उम्मीद है इसका मतलब प्रक्रिया में काम 1 महीने के लिए है तैयार माल लगभग 3 महीने तक गोदाम में रहेगा तैयार माल लगभग 3 महीने तक गोदाम में रहेगा इसका अर्थ है माल का रूपांतरण अवधि 3 महीने है लेनदार कच्चे माल की डिलीवरी की तारीख से 2 महीने के लिए क्रेडिट की अनुमति देते हैं तो इसका मतलब है आपूर्तिकर्ता क्रेडिट 2 महीने के लिए उपलब्ध है इस फर्म द्वारा अपने स्वयं के खरीदारों को क्रेडिट की अनुमति दी गई देनदार प्रेषण की तारीख से 3 महीने है और बिक्री मूल्य भी हमें दिया जाता है जो कि 5 रुपये या डॉलर है जो भी कहते हैं उत्पादन और बिक्री चक्र निरंतर और नियमित है उत्पादन और बिक्री चक्र नियमित है इसका मतलब है वर्ष भर उत्पादन हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि कार्यशील पूंजी की आवश्यकता की तैयारी यहां किए जाने जरूरी है पहला कार्यशील पूंजी पूर्वानुमान विवरण बनाना और दूसरी आवश्यकता अनुमानित लाभ और हानि खाता और बैलेंस शीट वर्ष के अंत में तैयार करनी होगी तो हम सभी 3 कथन तैयार करेंगे जो कार्यशील पूंजी पूर्वानुमान कथन लाभ और हानि खाता और बैलेंस शीट और फिर हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि कार्यशील पूंजी की आवश्यकता का यह आकलन हमें किस प्रकार मदद करता है लाभ और हानि खाता और बैलेंस शीट हम अगली कक्षा में तैयार करेंगे आप सबका बहुत धन्यवाद